तो आज हम एक्सेलेरोमीटर पर बात करेंगे और एक्सेलेरोमीटर क्या है यह एक अक्सेलरेशन सेंसर की तरह है और यह सेंसर वास्तव में अक्सेलरेशन को मापता है जैसे जब आप किसी कार में होंऔर कार अचानक से तेज गति से चलने लगे अब यदि आपको यह मापने की आवश्यकता है कि अक्सेलरेशन कितना है क्योंकि अक्सेलरेशन से आप माप सकते हैं कि वेग कितना है तो आप वास्तव में गणना कर सकते हैं कि वेग कितना होगा और कितनी दूरी तय की गई होगी तो आइए एक्सेलेरोमीटर या एक्सेलेरेशन सेंसर पर चर्चा करें और यह हमारा केस स्टडी 2 है मान लीजिए कि हमारे पास यह स्प्रिंगमास सिस्टम है तो यहाँ एक स्थिर प्लेन है और फिर आपके पास एक स्प्रिंग है और फिर इसमें से एक मास लटका हुआ है अब आप कुछ मात्रा में बल लागू करें तो मान लीजिए कि मास m है तो आप कुछ मात्रा में बल लगाते हैं मान लें कि F और उसके कारण मास विक्षेपित होता है उसके कारण मास x मात्रा से विक्षेपित होता है अबस्प्रिंग पर क्या बल है यदि स्प्रिंग स्थिरांक K है तो बल या स्प्रिंग बल K x के बराबर है और स्थिर अवस्था में यह स्प्रिंग बल है और उस स्थिर अवस्था में लागू बल यदि मास का अक्सेलरेशन a है तो हम जानते हैं कि F ma के बराबर है और वह स्थिर अवस्था ये दोनों बल समान होंगे और K x बराबर है m a के दरअसल एक्सेलेरोमीटर जहां एक्सीलरेशन सेंसर इस सिद्धांत का इस्तेमाल करता है तो जैसे ही अब मान लें कि यह हमारा सेंसर है यह स्प्रिंग हमारी सेंसिंग है इसमें कुछ यह किसी प्रकार की संरचना है और इसमें सेंसिंग तत्व आदि हैं और यह मास वास्तव में इस तरह लगाया जाता है जैसे इस मास पर कोई बल लगाया जाता है या यह मास अचानक ऑक्सेलेरेटेड हो जाता है और यह इस सेंसर के साथ मापा जाएगा तो हम कैसे माप सकते हैं यह वही परिघटना है जिसका हम उपयोग करेंगे जिसकी चर्चा हम मॉड्यूल 1 से ही कर रहे हैं कि यदि हम कुछ मात्रा में बल लगाते हैं तो यह विक्षेपित होता है फिर हम विक्षेपण को माप सकते हैं और तदनुसार हम माप सकते हैं कि अक्सेलरेशन बल कितना है तो यहाँ भी यह एक विक्षेपण है और यह विक्षेपण स्प्रिंग का है तो हमारे मामले में देखते हैं कि जब हम किसी प्रकार के सेंसर का उपयोग कर रहे हैं तो यह विक्षेपण उस विशेष झिल्ली या कैंटिलीवर का होगा और तदनुसार हम अक्सेलरेशन को माप सकते हैं और संवेदनशीलता क्या होगी तो संवेदनशीलता x बटा प्रति इकाई अक्सेलरेशन में परिवर्तन के बराबर है विक्षेपण में कितना परिवर्तन होगा और यानी M बटा K यह छोटा M बड़ा M समान है तो फिर अगर हम M से K अनुपात अधिक प्राप्त करते हैं तो हमें उच्च संवेदनशीलता प्राप्त होती है विभिन्न तकनीकें क्या हैं जिनके द्वारा हम वास्तव में अक्सेलरेशन को माप सकते हैं तो एक हम पहले से ही रेसस्स सेंसर पर चर्चा करते हुए देख चुके हैं जो कि पीजो प्रतिरोधी है तो फिर हम क्या करेंगे हम स्प्रिंग में यहां किसी प्रकार का पीजो प्रतिरोधी तत्व डाल देंगे इसलिए जैसे ही पीजो प्रतिरोधी सामग्री पर कुछ तनाव या खिचाव लगाया जाता है यह दूरी बदल जाएगी और तदनुसार हम माप सकते हैं कि विक्षेपण कितना है या बल कितना है और नंबर 2 कैपेसिटिव की तरह है तो कुछ बेसप्लेट होगी यहां कुछ बेसप्लेट होगी और उस बेसप्लेट के साथ हम मापेंगे कि कितना हैं जैसे कि अगर यह एक और प्लेट है शीर्ष प्लेट तो शीर्ष प्लेट और निचली प्लेट के बीच कैप्सिटंस कितना है और तदनुसार हम माप सकते हैं कि दूरी क्या है या मास का विक्षेपण क्या है अब आइए पीजो प्रतिरोधक के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो जैसे कि हमारे पास इस तरह की संरचना है तो यह एक झिल्ली की तरह है कि यह अंदर की प्लेट एक झिल्ली की तरह है और यह इन दोनों के बीच में यह क्रॉस क्षेत्र गैप की तरह है तो यह एक झिल्ली या किसी प्रकार की कैंटिलीवर प्लेट की तरह है जो हिल या कंपन कर सकती है जो विक्षेपित हो सकती है तो यह क्रॉस क्षेत्र एक गैप है तो यह वह क्षेत्र है जिससे यह जुड़ा नहीं है तो यह ऐसा है जैसे यह एक फ्लैपर या फ़्लैपिंग विंग की तरह है जो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर मैं क्रॉस सेक्शनल इमेज ड्रा करता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा तो यह वास्तव में फ़्लैपिंग वाला हिस्सा है और यह फ्रेम है यह दोनों फ्रेम के हिस्से में है इस दिशा में क्रॉस सेक्शन है तो हमारे पास यह है इसलिए यह फ्रेम है और इसके बीच में इसे सिस्मिक मास कहा जाता है हम क्या करते हैं हम दो पीजो प्रतिरोध डालते हैं एक पीजो प्रतिरोध यहाँ और दूसरा पीजो प्रतिरोध यहाँ पर तो एक गतिमान पार्ट या सिस्मिक मास जंक्शन पर है और दूसरा वह है जिसे P सेंसिंग कहा जाता है और यह P संदर्भ है तो शुरू में देखें जबकि झिल्ली शुरू में जबकि झिल्ली विक्षेपित नहीं हो रही है तब P r और P s का प्रतिरोध समान होगा दोनों एक ही स्थिति में हैं और मान लीजिए कि वे समान रूप से बने हुए हैं इसलिए दोनों समान प्रतिरोध के हैं तो यहाँ भी मैं P s को ड्रा करूँगा तो यह पीजो प्रतिरोध है सेंसिंग पीजो प्रतिरोध P s और यह संदर्भ है तो जैसे ही कुछ अक्सेलरेशन होगा जैसे यह कैंटीलीवर अब यह मेरे दायीं ओर इस पर स्थिर है अब यदि मेरा हाथ ऊपर नीचे होता है तो उसी के अनुसार यह भी कंपन करने लगता है और उसकी वजह से अगर कोई पीजो प्रतिरोध है तो उस पीजो प्रतिरोध पर कुछ तनाव या खिचाव होगा और यह प्रतिरोध बदल जाएगा और प्रतिरोध परिवर्तन संदर्भ प्रतिरोध के P r की तुलना में मापेगे क्योंकि P r या संदर्भ प्रतिरोध फ्रेम पर है यह सेंसर के चलने वाले हिस्से पर नहीं है यह फ्रेम पर है तो यह स्थिर रहेगा यह नहीं बदलेगा जबकि P s को बदल दिया जाएगा और इस तरह के संदर्भ प्रतिरोध होने का लाभ यह है कि तापमान या लागू वोल्टेज या किसी अन्य पैरामीटर के कारण कुछ परिवर्तन होता है जो ऐसा नहीं है जो संदर्भ प्रतिरोध के साथ साथ संवेदन प्रतिरोध दोनों मामलों के लिए एक जैसा है तो वे प्रभाव रद्द हो जाएंगे क्योंकि यदि वह तापमान के कारण यदि प्रतिरोध बदल रहा है तो वह भी बदल जाएगा इसी तरह उन दोनों के लिए तो P r और P s तापमान के लिए समान मात्रा में बढ़े या घटेंगे लेकिन अक्सेलरेशन प्रभाव केवल संवेदन तरल पर है क्योंकि संदर्भ तत्व या संदर्भ पीजो प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं चल रहा है तो अंततः हम संवेदन तत्व पर प्रतिरोध परिवर्तन को माप सकते हैं और हम अक्सेलरेशन को माप सकते हैं अब वास्तविक संरचना बनाते समय हम इसे केवल सिस्मिक मास को हटाते हैं हमें इसे पैकेज करने की आवश्यकता होती है और पैकेजिंग करते समय हम नीचे की कैप और शीर्ष कैप का उपयोग करते हैं तो यह नीचे की कैप और एक शीर्ष कैप की तरह है तो नीचे की कैप और ऊपर की कैप और आप देखेंगे कि यह झिल्ली है यह झिल्ली नहीं है बल्कि यह सेस्मिक मास की तरह है जो वास्तव में थोड़ा सा कैंटीलीवर चल रहा है लेकिन सिर ज्यामिति में बहुत है एंकर क्षेत्र की तुलना में सिर बहुत बड़ा है इसलिए जैसा कि यह आगे बढ़ रहा है उस तरह के प्रभाव पर स्टिक्शन या किसी भी इन्यूज स्टिच से छुटकारा पाना है लेकिन हम एक टॉप कैप या बॉटम कैप लगा सकते हैं हम इस तरह के डिम्पल या एंटी स्टिशन टिप्स डालते हैं इसलिए भले ही यह ऊपर और ऊपर ऊपर और नीचे चलता है यह ऊपर की कैप या नीचे की कैप से नहीं चिपकेगा और मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि हम कैपेसिटिव तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो हम कपसिटंस सेस्मिक मास और शीर्ष प्लेट के बीच या नीचे की प्लेट में माप सकते हैं और तदनुसार आप देख सकते हैं कि यदि यह नीचे जा रहा है तो शीर्ष प्लेट और मास के बीच का अंतर बढ़ रहा है जबकि नीचे की प्लेट और फिर मास घट रहा है तो हम माप सकते हैं कि एक तरफ कैपेसिटेंस बढ़ेगा दूसरी तरफ यह घट जाएगा तो तदनुसार हम यह माप सकते हैं कि कपसिटंस में कितना परिवर्तन है विक्षेपण कितना है तो यह भी किया जा सकता है अगर हम कैपेसिटिव तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो अब हम दूसरे प्रकार के एक्सेलेरोमीटर पर चलते हैं जो कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर है और यहां मैं आपको संरचना दिखा रहा हूं जो एक निलंबित संरचना है तो आप देखते हैं कि वे यह सब्सट्रेट है यह नीला सब्सट्रेट है जो सिलिकॉन बल्क सिलिकॉन है फिर उसके ऊपर यह सैक्रिफिशल परत या एंकल परत है यह SiO2 है तो यह गुलाबी आप यहाँ देख सकते हैं यह SiO2 है माइक्रोन पर और फिर हमारे पास फ़्लोटिंग संरचना या वास्तविक प्रूफ मास है जिसे हम प्रूफ मास कहते हैं या बीम या चलती संरचना है वह फिर से सिलिकॉन है यह पॉलीसिलिकॉन एकल क्रिस्टल सिलिकॉन भी हो सकता है और यह मान लो 10 माइक्रोन की मोटाई है और फिर हमारे पास दो भिन्न धातु संपर्क हैं एक संपर्क इस निलंबित संरचना से है और दूसरा संपर्क सब्सट्रेट पर है तो सब्सट्रेट स्थिर है और सब्सट्रेट के ऊपर यह झिल्ली कंपन कर रही है और उनके बीच हम कपसिटंस को माप सकते हैं और हम माप सकते हैं कि कपसिटंस में कितना परिवर्तन है और तदनुसार हम माप सकते हैं कि अक्सेलरेशन क्या है अब इसे बनाने के लिए हम एक SOI लेयर या एक सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर से शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि तीन अलग अलग परतें हैं तो पहले ऊपर एक सिलिकॉन परत है लेकिन बीच में या सैंडविच परत समान सिलिकॉन डाइऑक्साइड परत है और नीचे भी सिलिकॉन है जो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन की तरह है अब आप मूल अंतर देखते हैं तो यहां सभी सिलिकॉन हैं सभी सिलिकॉन हैं यह सिलिकॉन है यह खेद है कि सभी सिलिकॉन नहीं हैं बल्कि यह सिलिकॉन है और यह एक SiO2 है और शीर्ष वाला फिर से सिलिकॉन है लेकिन शीर्ष सिलिकॉन और नीचे सिलिकॉन के बीच कुछ विशिष्ट अंतर हैं जो आप यहां देख सकते हैं कि मोटाई है एक जैसे नहीं तो नीचे की परत को नीचे का सिलिकॉन कहा जाता है जो कि स्टुब्बी होता है जो एक प्लेटफॉर्म या सब्सट्रेट होता है इसे हैंडल लेयर कहा जाता है नीचे की परत नीचे के सिलिकॉन को हैंडल लेयर कहा जा सकता है और नीचे के सिलिकॉन की तुलना में शीर्ष सिलिकॉन बहुत पतला है तो यह 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन हो सकता है जबकि हैंडल लेयर की निचली परत 500 माइक्रोन की होती है तो इसे डिवाइस लेयर भी कहा जाता है और SiO2 के बीच में सैक्रिफिशल परत है एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह शीर्ष सिलिकॉन परत सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन या पॉली पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन भी हो सकती है यदि यह पॉली क्रिस्टलीय सिलिकॉन है तो SiO2 पर हम सिर्फ सिलिकॉन फिल्म को विकसित करते हैं तो यह एक पॉली सिलिकॉन बन जाएगा जबकि अगर हम जोड़ते हैं जैसे नीचे सिलिकॉन पर हम जोड़ते है या नीचे सिलिकॉन पर हम वास्तव में सिलिकॉन डाइऑक्साइड विकसित करते हैं और फिर ऊपर से हम वास्तव में एक और सिलिकॉन वेफर को पूरी तरह से जोड़ते हैं हम एक और सिलिकॉन वेफर बांधते हैं फिर हम प्रत्येक दूसरी तरफ से तो मान लीजिए कि यह 500 माइक्रोन था यह जैसे कि 1 या 2 माइक्रोन और शीर्ष भी लगभग 500 माइक्रोन था फिर शीर्ष सिलिकॉन इस बिंदु तक ऐचेड किया गया है ताकि यह पतला हो जाए और यह सिलिकॉन डिवाइस लेयर जैसा हो जाए तो इस मामले में कि सिलिकॉन एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन क्योंकि सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर जैसे अगर हम सिलिकॉन से सिलिकॉन वेफर कट का उपयोग बहुत जायदा या सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन टुकड़े में कर रहे हैं तो यह सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होगा वहीं अगर इसे सीवीडी या किसी अन्य तकनीक की तरह इस्तेमाल करके विकसित किया गया है तो यह पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जैसा होगा और इस तरह के सिलिकॉन वेफर्स उपकरण निर्माण में बहुत लोकप्रिय हैं अब हमने मॉड्यूल 3 में लिथोग्राफी पर चर्चा की है यहां हमने देखा कि कैसे हम फोटोलिथोग्राफी और लिथोग्राफी का उपयोग करके सिलिकॉन या किसी सब्सट्रेट पर एक पैटर्न बना सकते हैं और यहाँ आप देखते हैं कि लिथोग्राफी का उपयोग करते हुए हमने इस संरचना से हमने अपनी आवश्यकता या अपने डिजाइन के अनुसार सिलिकॉन को ऐचेड किया है और हमें यह संरचना मिली है और उसके बाद यदि हम इस नमूने को बफ़र्ड HF या BHF में देते हैं तो वह SiO2 भाग को हटा देगा जो SiO2 भाग को जहाँ भी उजागर करेगा उसे हटा देगा तो ये सभी क्षेत्र हट जाएंगे लेकिन जो भी क्षेत्र एंकर के नीचे है क्योकि वह बहुत बड़ा है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह बीम एंकर की तुलना में बहुत छोटी हैं केवल उस ड्राइंग के लिए जो हमने इसे इस तरह बनाया है लेकिन यह वास्तविक बीम से बहुत छोटा है जो कि इंच के पैमाने पर नहीं है तो ये एंकर बीम के आकार या इस आकार या प्रूफ मास के आकार से बहुत बड़े हैं और वास्तव में प्रूफ मास बहुत बड़ा नहीं है लेकिन यहाँ छेद हैं तो प्रूफ मास के माध्यम से इस पूरे सर्किट में उस उद्देश्य के लिए कि BHF सलूशन अंदर जा सकता है और यह उसे हटा सकता है यह नीचे के सभी SiO2 को हटा सकता है तो इन छेदों के माध्यम से HF सलूशन अंदर जा सकता है और इस सामग्री को दूर कर सकता है तो इस क्षेत्र को जहां इस क्षेत्र के नीचे SiO2 है तो इस क्षेत्र के नीचे हम साइट के साथ साथ इससे भी इच करेंगे तदनुसार इन क्षेत्रों के नीचे SiO2 इन छेदों से हट जायेगा और यह छेद भी इस छेद से भी ये 2 छेद भी कुछ मात्रा आएगी और इस तरफ से भी अंतत एंकर क्षेत्र में केवल SiO2 ही बचेगा अन्य सभी क्षेत्रों में यह चला जाएगा और हम इस तरह की एक निलंबित संरचना प्राप्त करेंगे और फिर लिथोग्राफी का उपयोग करके हम इस धातु के संपर्क को इस दो विशेष स्थिति में बना सकते हैं और यह कैपेसिटिव एक्सेलेरोमीटर की वास्तविक ऑप्टिकल माइक्रोग्राफ छवि है और यहां आप इसे देख सकते हैं तो यह विशेष प्रणाली है जिसे हम लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर कहते हैं तो उस प्रणाली का उपयोग करके कंपन की आवृत्ति को मापा जा सकता है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी संरचनाओं में एक अनुनाद आवृत्ति होती है और वह अनुनाद आवृत्ति क्या है मान लें कि मेरे पास यह कैंटीलीवर है फिर मैं इसे मोड़कर छोड़ देता हूं फिर यह एक विशेष आवृत्ति के साथ कंपन करना शुरू कर देता है मैं इसे विक्षेपित करता हूं और छोड़ देता हूं कि यह एक विशेष आवृत्ति के साथ कंपन करना शुरू कर देता है जो कि प्राकृतिक आवृत्ति है अब जैसे कि जब हम वास्तव में कंपन कर रहे हैं इसका मतलब है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बल स्वयं कंपन कर रहा है मेरा मतलब है एक कंपन बल देना फिर यदि यह लागू बल की आवृत्ति क्या है वह आवृत्ति और यह प्राकृतिक आवृत्ति यदि यह मेल खाती है तो इसे अनुनाद कहा जाता है और उस अनुनाद में आयाम अधिकतम होता है तो मान लें कि अगर मैं कुछ बल लगा रहा हूं और यह कुछ मात्रा में आयाम के साथ कंपन कर रहा है जैसे मैं आवृत्ति को बदल रहा हूं तब विशेष आवृत्ति के रूप में आयाम अधिकतम होगा क्योंकि तब प्राकृतिक आवृत्ति और पहली आवृत्ति समान होती है उस स्थिति में आयाम अधिकतम ठीक होगा तो इसे अनुनाद आवृत्ति कहा जाता है तो इस संरचना को इस लेजर डॉपलर वाइब्रोमीटर सिस्टम का उपयोग करके मापा जाता है जहां हम वास्तव में एक लेजर स्रोत का उपयोग करते हैं और फिर डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके हम माप सकते हैं कि किसी विशेष संरचना की कंपन आवृत्ति कितनी है उस प्रणाली का उपयोग करके हमें यह 355 किलोहर्ट्ज़ मिला जबकि अगर हम केवल इस विशेष रूप से निलंबित के प्रभावी मास की गणना करते हैं जैसे कि 010 पावर माइनस 8 किग्रा था और यह कठोरता है जैसा कि हमने मॉड्यूल 1 और 2 में देखा है कि हम इसके लिए सभी 4 बीमों की कठोरता की गणना कर सकते हैं और फिर एक एकल बीम की तरह हम इसे सभी 4 बीमों के लिए गणना कर सकते हैं और प्रभावी कठोरता 304 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर है तो यह K है और यह M है और वास्तव में गतिशील प्रणाली से इस गतिशील प्रणाली से हम दिखा सकते हैं कि एक गतिशील प्रणाली या अनुनाद आवृत्ति की आवृत्ति 1 बटा 2 pi गुणा K बटा M स्क्वायर रूट में के बराबर होनी चाहिए और जो कि 3454 किलोहर्ट्ज़ के बराबर है तो हमारे डिजाइन और सामग्री गुणों के अनुसार यह 3454 किलो हर्ट्ज के रूप में आना चाहिए जबकि हमने मापा है हमें 355 किलोहर्ट्ज़ मिला है तो यह डिज़ाइन आवृत्ति से 1 किलोहर्ट्ज़ दूर है और यह लेज़र डॉपलर वाइब्रोमीटर से वास्तविक वाइब्रेटिंग इमेज की तरह है जो वास्तव में एक तरह की पुनर्निर्मित छवि है और यहां आप देख सकते हैं कि बीम प्रूफ मास की तुलना में बहुत पतले हैं और हम आवृत्ति प्रतिक्रिया देखेंगे और आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में कुछ आयाम है जो लगभग 15 से भी कम है और जैसा कि हम आवृत्ति स्विच कर रहे हैं यह लगभग समान है लेकिन जैसे जैसे हम अधिक से अधिक आवृत्ति बढ़ा रहे हैं निश्चित आवृत्ति के बाद यह बढ़ना शुरू हो जाता है और यह इस बिंदु पर अधिकतम तक पहुंच जाता है और वह यह है कि जो कुछ भी हमें प्रयोग से मिला है वह 355 है तो यह शिखर आवृत्ति है या आयाम का शिखर अधिकतम है तो यह हमारी अनुनाद आवृत्ति है जो लगभग 355 है और फिर से अगर हम अपनी आवृत्ति को बढ़ायेगे या पहले कंपन मोड को अनुनाद आवृत्ति से अधिक बढ़ाते हैं तो यह फिर से कम हो जाते हैं तो जबकि संरचना किसी प्रकार के बल या किसी प्रकार के लागू बल के अधीन है तो क्या होता है क्या यह आवृत्ति परिवर्तित होती है तो शुरू में संरचना यह झिल्ली है या यह प्रूफ मास कुछ बुनियादी आवृत्ति या कुछ बल आवृत्ति के साथ कंपन करता है जैसे ही कुछ अक्सेलरेशन परिवर्तन होता है हम देखेंगे कि आवृत्ति प्रतिक्रिया में परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि यह आवृत्ति बदल जाती है और तदनुसार हम माप सकते हैं कि अक्सेलरेशन कितना है अब आइए हम एक इंपिंग एक्सेलेरोमीटर पर चर्चा करें हम इस पर अलग अलग संदर्भ में चर्चा करेंगे जिसे हम यह छवि पहले ही देख चुके हैं फिर भी मैं इसे एक बार फिर खींचूंगा तो मान लीजिए कि यह एक प्रूफ मास है जो वास्तव में प्लेन में कंपन कर रहा है अब हम कपैसिटर को स्थिर प्लेटों और गतिमान प्लेटों या इस झिल्ली या इस प्रूफ मास के बीच में मापते हैं तो यह प्रूफ मास है और जैसे ही कुछ बल आता है बल का कुछ अक्सेलरेशन आता है तो जैसे कि यह सेंसर इस बॉडी पर लगाया गया है अब जैसे यह गति करेगा और यदि यह अक्सेलरेशन में किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है तो यह संरचना इस दिशा में या इस दिशा में चलेगी तो यह प्लेन चलेगा और उसके अनुसार स्थिर इलेक्ट्रोड और गतिमान इलेक्ट्रोड के बीच का अंतर बदल जाएगा और उसके अनुसार कपसिटंस बदल जाएगी और मापने से तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जुड़ा होगा और यह एक आउटपुट वोल्टेज देगा V0 जो कपसिटंस में परिवर्तन से संबंधित होगा जो कि इस बात से संबंधित है कि विक्षेपण कितना है या अक्सेलरेशन कितना है और तदनुसार हम इसका उपयोग करके अक्सेलरेशन को माप सकते हैं इस प्रकार के एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग करके